आज के सत्र में आपका स्वागत है आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों की चर्चा से मिलता जुलता है और अधिकारों से एवं उत्तरदायित्व जो बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित हैं उनसे पहले के सत्रों में हमने बौद्धिक संपत्ति के अधिकार की बात की थी और अलग अलग तरह की बौद्धिक संपत्ति एवं जिनके लिए हमारे पेटेंट और कॉपीराइट है हम लोगों ने व्यापार के रहस्य के बारे में भी चर्चा की थी और इससे संबंधित कई और पहलुओं पर भी इस सत्र में हम कुछ ऐसे मुद्दों को विस्तृत रूप से ले रहे हैं जिन्हें हम दूसरे सत्रों में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सके तो इस सत्र में हम कुछ समालोचनात्मक प्रश्न जो बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए हैं उस पर केंद्रित होंगे और हम कुछ और केस पर भी केंद्रित होंगे और हम इन प्रत्येक केस में देखने की कोशिश करेंगे जिसमें बौद्धिक संपत्ति शामिल है और क्या अधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से मुख्य प्रश्न है जो इस मॉड्यूल में चर्चा के दौरान आएंगे तो जो पहले मुख्य प्रश्न कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं वह प्रश्न है की कितने विस्तृत रूप से कोई अपने विचारों को बांट सकता है और कितनी आसानी से कोई दूसरे के विचारों की नकल कर सकता है क्या यह मायने रखता है कि कौन से विचार हैं या मनुष्य यह चाहता है या उसकी जरूरत है कि वह विचार उसकी मदद के लिए मिले यही मुख्य प्रश्न संख्या 1 की चर्चा का मुख्य केंद्र होगा मुख्य प्रश्न संख्या दो में हम यह चर्चा करेंगे कि कौन से कुछ निर्माण है जिन्हें कॉपीराइट संरक्षण मिला हुआ है और किन परिस्थितियों में यह उचित होगा कि किसी कॉपीराइट काम की नकल की जाए और वह भी बिना स्पष्ट आज्ञा के मुख्य प्रश्न संख्या 3 में हम यह चर्चा करेंगे कि कैसे कोई यह जाने की कौन सी जानकारी से या सूचना से प्रारंभ करें कौन से विचार यह निश्चित करने में मिलते जुलते हैं की एक कंप्यूटर पेशेवर या अभियंता कैसे अपने ग्राहक या कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी को वह गुप्त रख सकता है महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या चार में हम यह चर्चा करने जा रहे हैं कि एक संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर है जैसे किसी चीज का पेटेंट या कॉपीराइट किसी ने उसे खोजा है या लिखा है और इससे लिखने या खोजने का श्रेय लेना चाहिए प्रश्न संख्या 5 में हम यह चर्चा करेंगे कि एक हाथ की तरफ वह अविष्कार हैं जो पता है और उनका अपना एक रवैया है जोकि अपनी खुद की संस्था के बाहर जो तरक्की हुई है उससे संबंधित और दूसरे हाथ में पेटेंट और कॉपीराइट के कानूनी मुद्दे हैं और दूसरी ओर बौद्धिक सुरक्षा का इरादा किसी के डिजाइन को सीमित करने का होता है जिससे दूसरे भी उसको बना सकें तो अगर दोनों तरफ से बंदिशें होंगी तब दूसरों से सीखने का उत्तम और विवेकशील मतलब क्या होगा क्योंकि हम यह समझते हैं कि हम खाली तरक्की कर सकते हैं जब हम अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं तब और हम अपने ज्ञान को बांटते हैं एवं हम दूसरों से सीखते भी हैं तो दूसरे नैतिक मुद्दे कौन से हैं जो उत्पन्न होते हैं जब हम किसी दूसरे के किए अविष्कार से सीखते हैं तो यह सब प्रश्न होंगे जो इस सत्र में लिए जाएंगे आप इस मॉड्यूल में यह समझेंगे और हम कुछ समालोचनात्मक प्रश्न भी लेंगे और एक विस्तार पूर्ण चर्चा इन समालोचनात्मक प्रश्नों पर करेंगे जहां आप पाएंगे कि आपके पास परिवर्तित सोच है और आप उसके फायदे और नुकसान का आकलन करेंगे हालांकि सभी स्तंभ जैसे नैतिक निर्णय लेना जो आपने किया है और फिर समस्या के लिए तुरंत उत्तम संभावित हल निकालना तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे तो मोटे तौर पर कोई अपने विचारों को कैसे बटेगा कैसे कोई आसानी से किसी दूसरे के विचार की नकल करेगा क्या यह मायने रखता है कि विचार क्या है या मनुष्य चाहता है और यह मानता है कि वह विचार उसे मिलने में सहायता प्रदान करेंगे हमने यहां पर यह पाया कि बहुत समय से इस पर बहस हो रही है की बौद्धिक परिश्रम पर शोध जो शोध के लेख की रचना करने में शामिल होंगे या कोई तकनीकी कार्य जैसे बौद्धिक परिश्रम जोकि इन चीजों को बनाने में शामिल होता है और यही संपत्ति के अधिकार का आधार देता है हम अपनी उर्जा को लगा देते हैं क्योंकि हमने अपने ज्ञान विषय की विशेषज्ञता को लगाया है और शोध को करने में और लिख के कार्य में ऊर्जा लगाई है तो तब आप जहां यह कह सकते हैं कि यह आपकी संपत्ति है और इसके लिए जीवन कार्य करने की भावना है अपना समय उर्जा और ज्ञान को इसमें लगाना है एक मनोरंजन की भावना या अधिकार विकसित करना है तो जो बनाने वाला है जिस ने इन सब चीजों को विकसित किया है उसे इन उत्पादों की उत्पादन के लिए पैसा दिया जाना चाहिए तब हम उत्पाद पर बहस कर सकते हैं और उसके संभावित व्यापार चिन्ह पर पेटेंट कॉपीराइट या दूसरे संपत्ति अधिकारों को जो उस कर्मचारी से संबंधित है या उस ग्राहक से जिसने इसके लिए उन्हें पैसा दिया है क्योंकि आपने किसी दूसरे के लिए कार्य किया है और आपको आपके काम के लिए पैसा दिया गया है और आपने दूसरे की मांग के अनुसार उत्पादन किया है या जैसा कि दूसरे ने आपको विनिर्देश दिए हैं तो हम बता सकते हैं कि आप उस ट्रेडमार्क पेटेंट और कॉपीराइट के लिए कितनी बहस कर सकते हैं तो हमारे संपत्ति के अधिकार एक कर्मचारी से संबंधित या ग्राहक से संबंधित हैं परंतु एक उसको बनाने वाला है जो हमेशा इसके श्रेय के लायक है जैसे एक लिखने वाला या अविष्कार करने वाला जिसने पेटेंट कराया है या कॉपीराइट कराया है तो यहां तक कि हम यह समझ सकते हैं कि दो अलग अलग परते हैं और यहां तक कि पेटेंट या कॉपीराइट पर हम बहस करते हैं और वह एक व्यक्ति के होते हैं जिसे इसके लिए पैसा दिया गया है परंतु फिर भी खोज करने वाला या रचयिता को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि वह एक लेखक है या एक अविष्कारक है जिसने काम किया है और इस उत्पाद को बनाया है तो हम यहां पर फिर से बहस कर सकते हैं अगर आपके शल्य चिकित्सक ने एक तकनीक विकसित की है या जिंदगी बचाने के लिए वह तकनीक को अपने तक गुप्त रखते हैं और खाली अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हम यह कह रहे हैं कि तकनीक को अपने तक रखना गलत है या दूसरे शल्य चिकित्सक के लिए यह गलत है कि वह ऐसी तकनीक के बारे में सीखें और दूसरे की तकनीक को छुपकर सीखने जैसा है इलेक्ट्रॉनिक से छुपकर सीखना या शल्य सहायक से पूछना तो हमने यहां पर यह पाया कि अगर आप इस चर्चा की गहराइयों में जाएं और यह जाने कि इस चर्चा का मुद्दा क्या है शल्य चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह इंसानों की जान बचाई और यही उनका पेशा है जो शल्य चिकित्सक का है जो उन्होंने शल्य चिकित्सक के तौर पर शपथ ली है अब हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसी खास तकनीक को विकसित किया हो जो जिंदगी बचाती हो तो इसको एक प्रकार से गुप्त रखना और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना हम कह सकते हैं कि यह इंसान का धार्मिक स्वभाव है क्योंकि अपने पैसे का सम्मान करता हूं और अगर मैं अपने मानव जाति के प्रति कर्तव्य का सम्मान करता हूं जो मेरा कर्तव्य है कि जिंदगी को बचाना और अगर मैंने वास्तव में कुछ ऐसी खास तकनीक विकसित की है जो लोगों की जान बचा सकती है तब यह ज्ञान दूसरों में बैठना चाहिए जिससे दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें तो तकनीक को अपने तक एक व्यापार के रहस्य की तरह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रोकने की बजाय और इन चीजों के लिए दुगने पैसे लेना यह ज्ञान बहुत आसानी से समाज के साथ बांटा जा सकता है समान पेशेवर समाज में भी जैसे शोध पत्र छाते रहना और कोशिश करते रहना तो उन केस में शैरी इन चीजों की ग्रंथकारिता का दावा कर सकती है और उन्हें दूसरों के साथ बांट सकती हैं परंतु जो जीवन को बचाने से सीधा संबंधित है उसको आरक्षित करने को आप इस तरह नहीं कह सकते यह न्याय संगत है यह कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं आपने कुछ कोला जैसा विकसित किया या आप कुछ पका रहे हैं और उसमें कुछ पढ़ने वाली सामग्री आप दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते और आप उसे अपना व्यापार रहस्य बनाए रखना चाहते हैं हो सकता है कि यह बहुत मुश्किल हो परंतु जब कुछ उससे संबंधित हो जो लोगों की जिंदगी को बचाने वाला हो और तब तीव्रता अधिक होती है आप की कार्यवाही का प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह लोगों की जिंदगी को बचा सकता है तब हो सकता है कि कमजोर हो और शल्य चिकित्सक के लिए नैतिक ना हो कि वह इस ज्ञान कोअपने लिए व्यापार रहस्य की तरह छुपा के रखे परंतु वह अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से किसी शोध पत्र के लेखक के तौर पर फैला सकती है या किसी खास तकनीक के विकास करता के तौर पर तो इससे दूसरे भी इसका फायदा उठा सकते हैं कि कैसे यह क्षेत्र विकसित हुआ है दूसरे शल्य चिकित्सक पर आते हैं जो उस शल्य चिकित्सक के लिए गलत हो सकता है कि वह तकनीको इलेक्ट्रॉनिक तरह से छुपकर बातें सुने या शल्य चिकित्सा कक्ष के सहायक से पूछे किसी सेकुछ भी सीखने मे कुछ भी गलत नहीं है परंतु ऐसे तरीके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से छुपकर सीखना या शल्य चिकित्सा कक्ष के असिस्टेंट से पूछना एक तरह से रिश्वतखोरी जैसा है कि एक मनुष्य और वह ज्ञान वाले जो कि अनैतिक है अगर हम यह पाते हैं कि पहले शल्य चिकित्सक ने कुछ व्यापारिक रहस्य के तौर पर छुपा कर रखा है और दूसरा शल्य चिकित्सक उस तकनीक को सीखना चाहता है या वह हमेशा उस व्यक्ति को लिखकर उसके सहायक के तौर पर कार्य करने की कोशिश कर सकता है परंतु इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से छुपकर जानकारी हासिल करना या शल्य चिकित्सा कक्ष के सहायक से पूछना कि वह ज्ञान को बाटे यह हमारी जिंदगी को अलग रास्ते पर ले जाएगा इसका मतलब है कि सीखने के लिए जो लिया गया वह न्याय संगत नहीं था तो अगर हम यह कहेंगे कि कौन गलत है तो हो सकता है दोनों ही कुछ हद तक गलत हो जिस तरह से वह समस्या को ग्रहण कर पा रहे हैं या जिस तरह से वह अपनी कार्यवाही में आगे बढ़े हैं तो इससे संबंधित जैसे इस शल्य चिकित्सक के केस में था हमें कुछ दिशा निर्देशक कोड का पालन करना चाहिए और हमने यहां पर जो पाया नैतिक कोड की तरह और अभियंता पेशेवर समूह के दिशा निर्देश भी इस संबंध में मार्गदर्शन दे सकते हैं तो एनएसपी के बौद्धिक संपदा की आचार संहिता के अनुभाग के अनुसार यह मालिकाना हित की बात करता है और साथ ही दूसरों को भी समुचित श्रेय देने का मानक भी है दो यह एक तरह से पेशेवर कर्तव्य की एक रूपरेखा को बनाता है अभियंताओं को जब भी संभव हो तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम लेना चाहिए जो व्यक्तिगत तौर पर कोई डिजाइन बनाने के लिए उत्तरदाई हैं या कोई अविष्कार किया है या लिखा है या कुछ दूसरे काम किए हैं तो जिस केस के बारे में हमने पहले चर्चा की थी तो उसमें भी प्रश्न हो सकता है तो यह विश्वास दूसरे के योगदान के प्रति विश्वसनीयता और ज्ञान को बांटने की मंशा इत्यादि से संबंधित शुरुआती मुद्दा है पहला व्यक्ति अगर इस केस में पहला शल्य चिकित्सक उन्हें यह डर है कि उनकी बौद्धिक संपदा को कोई चुरा लेगा और किसी शोध पत्र के लेखक के तौर पर मेरा नाम नहीं लेगा अगर वह मेरे से सीख रहे हैं तो उस दर से केवल मनुष्य अपने ज्ञान को रोक कर रखा है परंतु नैतिक रूपरेखा उपस्थित है नैतिक आचार संहिता है जो मार्गदर्शन करती है विकसित करने वाला बनाने वाला हमेशा श्रेया का पात्र होता है और उसे समुचित पहचान उसके उत्पाद के लिए उसकी तकनीक के लिए या जो कुछ भी उस ने विकसित किया है उसके लिए मिलना चाहिए और अगर प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर कुछ डिजाइन करने अविष्कार करने लिखने या दूसरे कार्यों के लिए उत्तरदाई है तो उसे उसके योगदान के लिए श्रेय मिलना चाहिए तो जब हम उसे उद्धृत करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमने उसे कहां से उद्धृत किया है उन्हें स्वीकृत किया है और तब आप उस विकास को लेकर आगे के विकास उन तकनीकों में कर सकते हैं तो अभियंता डिजाइन का प्रयोग करते हैं जो एक ग्राहक के द्वारा दी गई और यह मानते हैं कि हे डिजाइन उनके ग्राहक की संपत्ति है और उसका डुप्लीकेट अभियंता के द्वारा दूसरों के लिए बिना उनकी आज्ञा के नहीं बनाना चाहिए तो यह एक दूसरे तरह की नैतिक आचार संहिता है जहां आप किसी ग्राहक के द्वारा दिया गया डिजाइन का प्रयोग करते हैं वहां हमें यह समझना होगा कि यह डिजाइन उस ग्राहक की संपत्ति है और हम बिना अपने ग्राहक की आज्ञा के उसका डुप्लीकेट बनाकर दूसरों को नहीं दे सकते तो अभियंताओं को दूसरों के लिए काम को लेने से पहले इस संबंध में देखना चाहिए कि अभियंता योजना को सुधारें और डिजाइन एवं अविष्कार को भी तो और अधिक अभिलेख लाने चाहिए जो किसी पेटेंट के कॉपीराइट पर सवाल उठाते हो और जिसका मालिकाना हक के लिए वास्तविक कॉपीराइट पेटेंट है उसके साथ सकारात्मक समझौता करना चाहिए तो हमें यह समझना होगा तो अगर अभियंता डाटा रिकॉर्ड इत्यादि जैसे डिजाइन विकसित करता है जो केवल नियोक्ता के कार्य को बताता है वह नियोक्ता की संपत्ति है तो कभी कभी हम यह सब इतनी गहराइयों में क्यों चर्चा करते हैं क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या हम कॉपीराइट के लिए दावा कर सकते हैं या यह हमारी बौद्धिक संपदा है कि नहीं तो इस दौर में आप क्या चर्चा कर रहे हैं कि अगर नियोक्ता ने किसी खास डिजाइन के लिए पैसा दिया गया और आपने इसे विकसित किया और उसे कॉपीराइट और पेटेंट करा लिया तो यह बौद्धिक संपदा का अधिकार ग्राहक नियोक्ता के पास रहेगा जिसने कि आपको इसे बनाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए कहा था तो अगर कोई खास अभियंता किसी और के लिए कार्य कर रहा है तब वह व्यक्ति अगर उसे विकसित करने से पहले कर लेता है तब उसे आज्ञा की आवश्यकता होगी तो किसी भी प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेने से पहले मैं अपने ग्राहक से एक समझौते को करूंगा जोकि एक सकारात्मक समझौता होगा कि कौन सा भाग डिजाइन का ग्राहक की संपत्ति होगा और विकास किस प्रकार का होगा जो आप ने बनाया है और कितना उसमें आपके द्वारा सुधार हो सकता है और आप उसमें क्या नए पहलुओं को जोड़ सकते हैं या दे सकते हैं तो क्या यह नियोक्ता की संपत्ति बना रहेगा या आप यह दावा कर सकते हैं कि आपके मालिकाना तौर पर जो सुधार हुए हैं उनका कुछ हिस्सा आपकी खुद की संपत्ति है तो इस तरह के सकारात्मक समझौतों को करने की आवश्यकता होती है जो अभियंता और जिस ग्राहक के लिए कार्य शुरू किया है उसके बीच में होता है जो कुछ भी एक अभियंता डिजाइन करता है जो कुछ भी अभियंता डिजाइन के रिकॉर्ड और लेख विकसित करके प्रस्तुत करता है जोकि नियोक्ता के काम के लिए खास तौर पर प्रस्तुति होती है तब यह सब नियोक्ता की संपत्ति है क्योंकि यह नियोक्ता के काम से संबंधित है परंतु डिजाइन में कुछ मौलिक परिवर्तन या खोज या उसको बनाना या दूसरे शोध का प्रयोग करना या कुछ दूसरी चीजें वह व्यक्ति करता है काम में घुसने से पहले आपको इन तथ्यों को दूसरे के साथ साफ कर लेना चाहिए कि डिजाइन का कौन सा हिस्सा मैं कर रहा हूं जैसे कौन सी ऐसी डिजाइनें हैं जो विशिष्ट तौर पर नियोक्ता के लिए की जा रही है और उस पर आधारित अगर मैं अधिक जानकारी लाता हूं अधिक डाटा लाता हूं अधिक माध्यमों का प्रयोग करता हूं और तब मैं वास्तव में मेरे द्वारा कुछ अच्छा विकसित किया हुआ मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या वह सब भी नियोक्ता की संपत्ति होगी बौद्धिक संपत्ति या अभियंता मालिकाना हक का उससे संबंधित दावा कर सकता है इसलिए काम की शुरुआत करने से पहले उन्हें इसके बारे में सकारात्मक समझौता उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए जिसके साथ वह काम करने जा रहे हैं अब हम मुख्य प्रश्न संख्या दो पर चर्चा करेंगे तो कुछ संरचनाओं को कॉपीराइट सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर कॉपीराइट काम को नकल किया जा सकता है और वह भी बिना किसी आज्ञा के तो यह प्रश्न अपने आप में ही विरोधाभासी लगता है आप पहले हिस्से में बहुत ही बहस कर रहे थे और यह पूछने की कोशिश कर रहे थे की वह कौन सी हैं जिन्हें कॉपीराइट संरक्षण दिया जा सकता है और हम यहां पर कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हम इसे सही मानते हैं की कॉपीराइट काम कि बिना किसी की विशेष आज्ञा के नकल की जा सकती है इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और इसके लिए परिवर्तन आत्मक सोच की प्रक्रिया के साथ तो किसी अनन्य प्रकाशन उत्पादन बिक्री या वितरण कुछ कीमत के लिए कॉपीराइट के कानूनी अधिकार क्या है यह अधिकार अनन्य प्रकाशन उत्पादन बिक्री या वितरण के कुछ काम के लिए अधिकार हैं तो हमने यह देखा है कि कॉपीराइट अधिकतर लेखकों संगीतकार या शब्दों के निर्माता के कॉपीराइट को स्थानांतरित किया जा सकता है इसे वंशा गत बनाया जा सकता है या स्थानांतरित हो सकता है यह वंश गत हो सकता है या स्थानांतरित हो सकता है तो क्या होता है जब कॉपीराइट वंश गत होता है या स्थानांतरित होता है यह हमेशा वैसा ही नहीं है जैसे कॉपीराइट को रखने वाला व्यक्ति था या जिसे इस बात का श्रेय है कि उसके काम का वह अधिकारी है मान लीजिए के किसी विषय पर आप कोई पिक्चर बनाते हैं किसी तरह के साहित्यिक कार्य पर और तब क्या होता है की पिक्चर बनाने वाले निर्माता को उसके वास्तविक लेखक से कॉपीराइट को खरीदना पड़ता है तो कॉपीराइट पिक्चर के निर्माता के पास स्थानांतरित हो जाता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिक्चर के निर्माता स्वयं ही कहानी की रूपरेखा जिस पर यह पिक्चर बन रही है उस के लिए अधिकारिक हो जाते हैं तो अगर आपके पास कॉपीराइट है और मैं नहीं हूं और आपको इस बात का श्रेय है कि जो कार्य आपने किया है उसका कॉपीराइट आपके पास है अगर वास्तविक लेखक की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा तब कॉपीराइट उसके सदस्यों को वशीभूत हो जाएगा जो कि उसके परिवार के सदस्य हैं और तब इस केस में निर्माता चाहता है कि वह एक पिक्चर बनाए और वास्तविक लेखक की मृत्यु हो जाए तब उसे इसके बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करनी होगी कि वह कॉपीराइट को उसे स्थानांतरित कर दें तो कॉपीराइट को वंचित किया जा सकता है जैसा कि इस केस में हुआ परिवार के सदस्यों ने कॉपीराइट को उसके वास्तविक लेखक से वंश गत कर लिया और उसे अब स्थानांतरित किया जा सकता है तो बौद्धिक संपदा का बौद्धिक हिस्सा जो कि स्थानांतरित हुआ है उसे कॉपीराइट के माध्यम से सुरक्षित रखा गया था और यहां पर यह एक विचार की व्यक्ति है ना कि एक विचार अपने आप में खुद विचार को कभी भी कॉपीराइट नहीं किया जा सकता इसलिए कॉपीराइट सामग्री का सही प्रयोग अगर किसी को कॉपीराइट सामग्री के औचित्य का प्रयोग कर रहा है है और यह पहले कॉपीराइट भारत की संपत्ति के हित में कमजोर पड़ गया है या यह लोगों के हित में बहुत अधिक है तो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी किताबों के अंत में दिया होता है कि इसे आज्ञा के साथ दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता है या अगर यह बिना आज्ञा के दोबारा से प्रस्तुत किया गया तो यह केवल शिक्षा के उद्देश्य से किया जा सकता है क्योंकि है लोगों के हित में शिक्षा के लिए प्रयोग हो रहा है परंतु यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग हो सकता और वह भी उस व्यक्ति के आर्थिक फायदे के लिए तो अगर कॉपीराइट सामग्री के हिस्से के लिए यह प्रश्न हमेशा आता है कि क्या हम उसमें उपस्थित सारी चीज को दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं पूरी चीज एक साथ उत्पन्न कर सकते हैं सब एक साथ या उस के कुछ हिस्से हैं जिन्हें हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं तो यह कॉपीराइट धारक की संपत्ति के हितों को कम नहीं करता है तो अगर आप केवल पूरी किताब का फोटो कॉपी करने जा रहे हैं और उसे कम कीमत पर बेच रहे हैं तो यह कॉपीराइट भारत के पिता को प्रभावित करता है परंतु अगर उसके खाली कुछ भेजो की फोटो कॉपी की जाती है और तब आप उसे शिक्षा के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं कक्षा में पढ़ाने के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं तो यह कॉपीराइट भारत के हित पर नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है और यह लोगों के हित के लिए प्रयोग होता है तो उस अवस्था में यह कॉपीराइट सामग्री का उचित प्रयोग है और आप किसी के कॉपीराइट सामग्री को किसी हद तक उपयोग कर पा रहे हैं परंतु यहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह दोबारा से है कि उसकी क्या सीमा है तो आप किस हद तक उसके हिस्से को नकल कर सकते हैं और उसे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन नहीं करता है और क्योंकि यह कॉपीराइट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और व्यक्ति के संपदा को भी और आप इसे लोगों के हित के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं तो यह 1 तरीके से तालमेल बैठा रहा है और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तो हमें यह पता हो सकता है हमारी ऊपरी सीमा जिसके आगे अगर हम कुछ करते हैं तो हम निश्चित तौर पर उसकी नकल के दोषी होते हैं तो हम कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन कर रहे होते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हम लेंगे उसके अनुसार यह कोई कैसे जाने की कौन सा ज्ञान या सूचना मालिकाना है और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कंप्यूटर पेशेवर के तौर पर ग्राहक के या नियोक्ता के मालिकाना जानकारी की उत्तम गोपनीय सूचना है तब तक के लिए धन्यवाद